कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इस पाठ्यक्रम में अब तक हमने इंटरनेट अथवा नेटवर्क लेयर को विस्तार देखा है हमने ऐड्रेसिंग स्कीम को भी देखा है जो कि नेटवर्क में प्रयुक्त होता है हमने IPv4 ऐड्रेसिंग फॉर्मेट को विस्तार में देखा है जहां नेटवर्क 32 बिट IPv4 एड्रेस का उपयोग प्रत्येक होस्ट को इंडिविजुअली आईडेंटिफाई करने के लिए करता है आज की इस कक्षा में हम आई पी के सबसे नवीनतम संस्करण की तरफ बढ़ेंगे आईपी प्रोटोकोल के साथ आईपी ऐड्रेसिंग स्कीम जिसे हम आईपी संस्करण 6 अथवा IPv6 कहते हैं सबसे पहले हम उन कमियों को देखेंगे जो IPv4 में है उसके बाद हम IPv6 के डिजाइन चॉइस की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे IPv6 अलग अलग समस्याओं को कम करता है जो कि IPv4 ऐड्रेसिंग में एसोसिएटेड है आइए हम IPv6 पर अपनी यात्रा शुरू करें सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें आई पी के इस नए संस्करण IPv6 की आवश्यकता क्यों है अगर आप इंटरनेट एड्रेस के मांग को देखें तो इंटरनेट में जिस प्रकार से अलग अलग डिवाइसेज की वृद्धि हो रही है तो जब पहली बार इंटरनेट डिजाइन किया गया था तो यह मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए किया गया था जैसा कि हमने इंटरनेट हिस्ट्री में शुरुआत के दिनों को देखा है इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने इंटरनेट को सामान्य और फिर दैनिक गतिविधियों के लिए उपयोग करना शुरू किया इसके साथ अगर आप इंटरनेट में कनेक्टेड डिवाइसेज की संख्या में वृद्धि को देखें तो आप पाएंगे की डिवाइसेज की संख्या दिन प्रतिदिन एक्स्पोनेंशियली बढ़ रही है आरंभ में हमारे पास डेस्कटॉप थे जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे थे लेकिन अभी प्रत्येक व्यक्ति के पास एक या एक से अधिक डिवाइसेज हैं अधिकतर स्थितियों में देखें तो एक से अधिक डिवाइसेज है जैसे आपके पास डेक्सटॉप है आपका लैपटॉप है मोबाइल फोन है जिनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं और इसलिए आप को और अधिक आईपी ऐड्रेस की आवश्यकता होती है क्योंकि आईपी ऐड्रेस प्रत्येक नेटवर्क के इंटरफेस के साथ एसोसिएटेड होता है आजकल हम इंटरनेट ऑफ थिंग के युग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपके पास एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल छोटे छोटे सेंसर डिवाइसेज माउंट किए गए हैं यह अलग अलग स्थानों पर माउंट किए गए हैं जैसे स्मार्ट रूम स्मार्ट सिटी अथवा स्मार्ट हॉस्पिटल और यह सभी सूक्ष्म या छोटे डिवाइसेज इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं अगर आप एक सेंसर को अपने फ्रिज के साथ अपने एसी के साथ वाशिंग मशीन के साथ दरवाजों के साथ स्मार्ट लाइट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप इन सेंसर के माध्यम से डाटा प्राप्त करते हैं और आपको एक ऑटोमेटेड तथा इन डिवाइसेज की स्मार्ट कार्यप्रणाली मिलती है यह सभी डिवाइस इस इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं जब भी आप एक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उस दौरान डिवाइस को निश्चित रूप से एक एड्रेस की आवश्यकता होगी क्योंकि हम यह चाहते हैं कि हमारे पास सभी डिवाइस जो कि इंटरनेट में कनेक्ट हो रहे हैं इनके लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस हो यही कारण है कि अगर आप आईपी ऐड्रेसेस की मांग का रुझान देखें यह आप यहां स्लाइड में देख सकते हैं तो यह ग्राफ जनवरी 94 से जुलाई 2017 का है इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह जुलाई 2017 का समय है जब IPv6 स्टैंडर्डाइज्ड हुआ था अगर आप इंटरनेट एड्रेस के ग्रोथ को देखें जो आप यहां देख सकते हैं कि इस ग्रोथ में एक तीव्र वृद्धि होती है आईपी एड्रेस की मांग में एक्स्पोनेंशियल वृद्धि होती है अभी बिंदु पर ज्यादातर सैचुरेशन मिलता है जो भी आईपी ऐड्रेस हमारे पास है IPv4 ऐड्रेस स्पेस में 32 बिट्स ऐड्रेसेस होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं और हमने पहले चर्चा भी की है यह 32 बिट्स आई पी ऐड्रेसेस यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर अलग अलग आईपी ऐड्रेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन यह सभी एड्रेस एक इंटरफ़ेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग करने योग्य नहीं है क्योंकि आपके पास रिजर्व आईपी ऐड्रेसेस स्पेशल आईपी ऐड्रेसेस ब्रॉडकास्ट आईपी ऐड्रेसेस और लुप बैक आईपी ऐड्रेसेस है इसके बाद सबनेटिंग की संकल्पना है जहां आप को नेटवर्क एड्रेस को और फिर नेटवर्क में इंडिविजुअल होस्ट को आईपी ऐड्रेसेस एक सेट एलोकेट करने की आवश्यकता है इस कारण से जब भी आईपी ऐड्रेस इसकी मांग होती है तब हम तकरीबन शिथिल पड़ जाते हैं अथवा सैचुरेटेड हो जाते हैं यही कारण है आप देखते हैं कि हाल के वर्षों में एड्रेस के उपयोग में एक गिरावट आई है यह गिरावट इसलिए नहीं है कि मांग में कमी आई है बल्कि इसलिए है कि हमारे पास में पर्याप्त संख्या में आईपी ऐड्रेसेस नहीं है इसे हम अलग अलग तरीकों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे नेटवर्क ऐड्रेस ट्रांसलेशन अर्थात नैट या इस प्रकार की तकनीक के द्वारा जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे तो इस चर्चा का सार यही है कि जो हमारे पास IPv4 एड्रेस है इसमें कुल ऐड्रेसेस की संख्या काफी सीमित है और यही कारण है कि हमें आईपी ऐड्रेसेस की एक वृहद पूल की आवश्यकता है जो कि वैश्विक तौर पर यूसेज को सपोर्ट कर सके ऐड्रेसेस की एक वृहद संख्या की सहायता से डिवाइसेज जो कि इंटरनेट में कनेक्ट हो रहे हैं इनकी वृहद संख्या को सपोर्ट कर सके और ग्लोबल यूटिलाइजेशन हो सके आइए संक्षेप में हम उन समस्याओं को देखते हैं जो कि इस IPv4 ऐड्रेसिंग से एसोसिएटेड है हमें एक नए आईपी स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों है सबसे पहले जैसा कि हमने बताया है ऐड्रेस स्पेस सीआईडीआर के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो यह प्राथमिक कारण है कि हमें वृहद ऐड्रेस स्पेस की आवश्यकता है लेकिन हमारे लिए यह एकमात्र आवश्यकता नहीं ऐड्रेस स्पेस के अलावा ऐसे अन्य मल्टीपल समस्याएं हैं जो IPv4 ऐड्रेसिंग से एसोसिएटेड है जैसा कि आप जानते हैं अथवा जैसा कि हमने चर्चा की है यह IPv4 ऐड्रेसिंग स्कीम यह शुरुआत में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जोकि फिक्स्ड है उनके लिए डिजाइन किया गया था जिसे मोबिलिटी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी इंटरनेट की शुरुआत के दिनों के दौरान लोग यह कल्पना नहीं कर पाए थे कि एक दिन आपके डिवाइसेज जैसे मोबाइल फोन जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेंगे और इंटरनेट पर कनेक्ट होंगे पारंपरिक तौर पर यह IPv4 ऐड्रेसिंग स्कीम यह मोबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता IPv4 में मोबाइल आईपी की सहायता से मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए तरीके हैं जोकि IPv4 का वैरीअंट है या आप कह सकते हैं जोकि IPv4 एड्रेस के टॉप पर एक पैच की तरह है लेकिन मोटे तौर पर देखें तो बाय डिफॉल्ट यह IPv4 ऐड्रेसिंग स्कीम मोबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता साथ ही इंटरनेट के शुरुआत के दिनों के दौरान लोगों ने सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के पहलू के बारे में अधिक चिंता नहीं की थी उन दिनों कनेक्टिविटी प्राथमिक आवश्यकता थी जैसा कि मैंने कुछ समय पहले चर्चा की थी कि आपको डेविड क्लार्क द्वारा रचित डारपा इंटरनेट प्रोटोकोल के इतिहास का पर्चा हमेशा पढ़ना चाहिए जो कि वास्तव में यह बताता है कि जब इंटरनेट पहली बार डिजाइन किया गया था तो उस समय डारपा लोगों के दिमाग में क्या अलग अलग आवश्यकताएं थी उस दौरान कनेक्टिविटी प्राथमिक आवश्यकता थी तथा सिक्योरिटी लॉगिंग ऑडिटिंग इत्यादि दूसरी आवश्यकताएं थी और इस कारण से हमारे पास यह IPv4 एड्रेस था जहां कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी इंटरनेट में आपको प्रत्येक इंडिविजुअल डिवाइस इस को यूनीकली आईडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है लेकिन अन्य लक्ष्य जैसे सिक्योरिटी ऑडिटिंग इत्यादि यह दूसरे लक्ष्य हो जाते हैं और यह IPv4 के टॉप पर पैच के तौर पर ऐड किया गया था दूसरी बात थी क्वालिटी ऑफ़ सर्विस IPv4 में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस निश्चित रूप से डिफाइन किया गया था किसी अन्य कक्षा में हम इसे विस्तार से देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ़ सर्विस का मतलब क्या होता है क्वालिटी ऑफ़ सर्विस संक्षेप में कुछ इस प्रकार है मान लीजिए जब आरंभ में यह ऐड्रेसिंग इसकी डिजाइन किया गया था तो उस दौरान लोग सिर्फ डाटा ट्रेफिक ट्रांसमीट करने में रुचि रखते थे लेकिन अभी के समय में हम इंटरनेट पर मल्टीमीडिया ट्रैफिक ट्रांसमीट कर रहे हैं और इसलिए हम वॉइस डाटा को वी ओ आई पी जैसे एप्लीकेशंस पर ट्रांसमीट कर रहे हैं हम वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं यहां दिलचस्प बात यह है कि आजकल इंटरनेट में अधिकतर ट्रैफिक वीडियो ट्रैफिक वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन से आता है जब भी आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो आपके पास अलग अलग प्रकार के वीडियो स्ट्रीमिंग हैं जैसे यह बफर वीडियो स्ट्रीमिंग जोकि यूट्यूब या हॉटस्टार या इस तरह के एप्लीकेशन में होता है एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होता है जैसे जो हम स्काइप अथवा लाइव वीडियो चैट नहीं करते हैं इस प्रकार के सभी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इन्हें इंटरनेट से स्पेशल सर्विसेज की आवश्यकता होती है क्योंकि आपको डाटा डिले सेंसेटिव वे में ट्रांसफर करना होता है अगर आप का पैकेट ट्रांसफर बहुत अधिक समय लेता है तो यह इस नेटवर्क में ससटेन नहीं कर पाएगा यानी टिक नहीं पाएगा IPv4 में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस प्राथमिक लक्ष्य नहीं था और यही कारण है कि IPv4 में क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को अनिश्चित रूप से डिफाइन किया गया था मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए हमें रियल टाइम सर्विस सपोर्ट की आवश्यकता होती है और जैसा कि मैंने पहले बताया है मोबाइल एप्लीकेशन IPv4 में आमतौर पर अनमैनेजेबल होते हैं हालांकि ऐसे कुछ मोबाइल आईपी के पैच हैं लेकिन यह रियल एप्लीकेशन में बेहतर परफॉर्म नहीं करते और साथ ही IPv4 में सीधे तौर पर कोई सिक्योरिटी सपोर्ट नहीं है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग करते हुए अथवा ट्रांसपोर्ट लेयर में सिक्योर सॉकेट सिक्योरिटी मॉड्यूल का उपयोग करते हुए तथा आईपी सिक्योरिटी जैसे मॉड्यूल का उपयोग करते हुए यह आईपी के ऊपर एक पैच की तरह काम करता है क्योंकि IPv4 में क्यू ओ एस सिक्योरिटी मोबिलिटी जैसे एप्लीकेशंस के लिए कोई इंटीग्रेटेड सपोर्ट नहीं है तो पूरा प्रोटोकोल बहुत जटिल हो जाता है और वृहद इंटरनेट के लिए अनमैनेजेबल हो जाता है इन कारणों से हमें एक नए आईपी स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और और हम धीरे धीरे IPv6 की ओर बढ़ते हैं IPv6 के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि IPv6 प्रस्ताव का ड्राफ्ट संस्करण दिसंबर 1998 में आया और उसके बाद हमें प्रोटोकॉल को स्टैंडराइज्ड करने में 10 वर्ष लग गए यह IPv6 प्रोटोकॉल अभी पिछले साल जुलाई 2017 में स्टैंडराइज्ड हुआ प्रोटोकॉल के अलग अलग पहलुओं में अलग अलग इंटरनल में देखने के लिए और इसे स्टैंडराइज्ड प्रोटोकॉल के रूप में पब्लिश करने में 10 वर्ष लग गए IPv6 की मौलिक विशेषताएं इस प्रकार हैं सबसे पहले यह IPv4 जो कि 32 बिट्स में का है की तुलना में यह बृहद ऐड्रेस स्पेस को सपोर्ट करता है हमारे पास IPv6 इसमें 128 बिट्स हैं यह प्रभावी राउटिंग मेकैनिज्म के लिए ग्लोबली यूनिक और हायरारकीकल ऐड्रेसिंग मैकेनिज्म का उपयोग करता है IPv4 में हमने देखा था कि यद्यपि हमारे दिमाग में ग्लोबल इंटरनेट की हायरारकीकल स्ट्रक्चर की कल्पना थी लेकिन अंततः पर्याप्त ऐड्रेस स्पेस की अनुपलब्धता के कारण हम विफल हुए और यही कारण है कि हम क्लास फुल ऐड्रेसिंग से बाहर आ गए जो कि यहां शुरुआत में थी क्लासफुल ऐड्रेसिंग जैसा कि आप जानते यह एक प्रीफिक्स आधारित सिस्टम है IPv4 एड्रेस के इनिशियल बिट्स को सिर्फ देख कर ही आप यह जान लेते हैं कि यह किस क्लास में है और इसके अनुसार आप नेटवर्क एड्रेस और होस्ट ऐड्रेस का पता लगाते हैं और इसके बाद इसके आधार पर राउटिंग करते हैं क्योंकि यह क्लासफुल ऐड्रेसिंग एड्रेस स्पेस को बर्बाद कर रहा था और आने वाले समय में हमें और अधिक ऐड्रेस स्पेस की आवश्यकता होती यही कारण है कि हम धीरे धीरे क्लासफुल ऐड्रेसिंग स्कीम से क्लासलैस ऐड्रेसिंग स्कीम की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद इस क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग अथवा सीआईडी आर जैसी तकनीक की तरफ इससे होता क्या है कि यह है हायररारकिकल स्ट्रक्चर यह नेटवर्क में और फिर सबनेट में लोकली प्रिजर्व किया गया था लेकिन ग्लोबली यह हायररारकिकल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया साथ ही इस नैट की संकल्पना का उपयोग करते हुए इस बीच में हमारे पास यह प्राइवेट आईपी और प्राइवेट लैंड है जो वास्तव में इसका उल्लंघन करता है या कह सकते हैं ग्लोबल हायरारकिकल स्ट्रक्चर से थोड़ा आगे है लेकिन इस IPv6 एड्रेस से हम एक ग्लोबल यूनिक और हायररारकिकल ऐड्रेसिंग स्कीम का निर्माण करने की कोशिश करेंगे इसकी तीसरी विशेषता ऑप्टिमाइज्ड राउटिंग टेबल है जिसमें एड्रेस क्लासेज के बजाय प्रीफिक्सेस प्रयुक्त होते हैं यहां आप ऐड्रेस स्पेस के इनिशियल कुछ बिट्स को देखते हैं और आप यह निर्णय लेते हैं कि हायरारकी के किस पाथ को यह डिवाइस बिलॉन्ग करता है और उसके अनुसार उस पाथ में आप पैकेट को रूट करते हैं इस प्रकार से आप क्लासफुल ऐड्रेसिंग आधारित राउटिंग के बजाय राउटिंग टेबल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसके बाद नेटवर्क इंटरफेस इसका ऑटोकंफीग्रेशन आता है इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई डिवाइस को लाइव करते हैं तो नेटवर्क इंटरफेस ऑटोमेटिकली A एक IPv6 एड्रेस प्राप्त कर सकता है डीएचसीपी यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की सहायता से IPv4 में हम जो भी कर रहे थे वही बात यहां IPv6 में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से इंप्लीमेंट होती है और यह IPv6 में एक अलग प्रोटोकॉल जैसे डीएचसीपी के बजाय IPv6 का हिस्सा बन जाता है इसके बाद एनकैप्सूलेशन के लिए सपोर्ट है हम इन कैप्सूलेशन की चर्चा विस्तार में करेंगे यह क्वालिटी ऑफ़ सर्विस क्लासेस को मैनेज करने के लिए सर्विस क्लास सपोर्ट है इसके बाद यह सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन मेकैनिज्म है और इसके बाद IPv4 के साथ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है इस प्रकार से आप धीरे धीरे IPv4 बेस्ड सिस्टम से IPv6 बेस्ड सिस्टम की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं आइए IPv6 के हेडर फॉर्मेट में देखते हैं IPv6 में यह हेडर स्ट्रक्चर है हेडर में 128 बिट्स सोर्स एड्रेस और 128 बिट्स डेस्टिनेशन एड्रेस का उपयोग करते हैं आप यहां सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड देख सकते हैं इसके साथ ही आपके पास क्वालिटी ऑफ़ सर्विस को सपोर्ट करने के लिए ट्रैफिक क्लास फील्ड है यह प्रोटोकॉल वर्जन है यह फ्लो लेवल है जो क्यूओएस क्लासेस आधारित प्रत्येक फ्लो की लेवलिंग करता है यह देखिए यह पेलोड लेंथ है यह नेक्स्ट हेडर है और यह हॉप लिमिट है IPv6 में यह नेक्स्ट हेडर यानी इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शनल हेडर्स हो सकते हैं हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे हॉप लिमिट यह इंगित करता है कि इससे पहले की आप पैकेट को इंटरनेट से डिस्कार्ड करें पैकेट को कितने हॉप्स ट्रैवर्स करने की आवश्यकता है यह IPv6 का मेंडेटरी हेडर स्ट्रक्चर है प्रत्येक IPv6 पैकेट के पास एक मेंडेटरी हेडर होना चाहिए और मेंडेटरी हेडर के साथ इसके पास मल्टीपल एक्सटेंशन हेडर्स हो सकते हैं ये एक्सटेंशन हेडर्स स्पेशल पर्पस के लिए उपयोग में आते हैं आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं यह भाग मेंडेटरी हेडर है मेंडेटरी हेडर में नेक्स्ट हैडर के लिए आपके पास एक प्वाइंटर है यह प्वाइंटर वास्तव में टोटल आईपी पैकेट में नेक्स्ट हेडर को पॉइंट करता है आपके पास ऐसे मल्टीपल एक्सटेंशन हेडर्स हो सकते हैं हॉप बाई हॉप ऑप्शन Hop by hop option0 में आप एक एक्सटेंशन हेडर को पुट कर सकते हैं ताकि जब पैकेट प्रत्येक हॉप में ट्रैवर्स कर रहा हो तब पैकेट को किस प्रकार ट्रीट किया जाएगा इसके बाद आपके पास हेडर में ही एंबेडेड राउटिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है अगर आप सोर्स राउटिंग अप्लाई कर रहे हो जहां पैकेट का सोर्स यह पता लगा लेगा कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पैकेट को किस रूट से ट्रैवर्स करने की आवश्यकता है आईपी हेडर पैकेट में सोर्स संपूर्ण राउटिंग इनफॉरमेशन पुट कर सकता है इसके बाद फ्रेगमेंट आईडेंटिफिकेशन है यदि आपका IPv6 पैकेट मल्टीपल पीसेज में फ्रेगमेंटेड होता है तो यह फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन फ्रेगमेंट हेडर में हो सकता है इसके बाद यह आपका ऑथेंटिकेशन डाटा है जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ऑथेंटिकेशन अथवा सिक्योरिटी IPv6 का एक इनबिल्ट भाग हो जाता है तो ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन ऑप्शनल हेडर में रखा जा सकता है इसके बाद आपके पास यह टीसीपी हेडर और इससे संबंधित डाटा है इस प्रकार से आपके पास मैंडेटरी हेडर के साथ ऐसे मल्टीपल एक्सटेंशन हेडर हो सकते हैं जो आपको इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आईपी प्रोटोकोल के द्वारा पैकेट कैसे ट्रीट किया जाएगा तो IPv6 ऐड्रेसिंग के लिए यह फॉर्मेट है जैसा कि मैंने पहले बताया है हम 128 बिट्स आईपी ऐड्रेसेस का उपयोग करते हैं यह यहां पर 8 हेक्साडेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंट किया गया है यानी प्रत्येक हेक्साडेसिमल नंबर इस प्रकार है जैसे FE80 इसके बाद 0000 यह 16 बिट्स बायनरी है जो कि संबंधित हेक्साडेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है और यह नंबर्स एक कॉलन के द्वारा अलग किए गए हैं इस प्रकार से IPv6 में हम 128 बिट्स एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं अब आप इस पूरे एड्रेस इसको देखिए तो हम कुल स्पेस को आगे भी रिड्यूस करते हैं जोकि एक IPv6 एड्रेस स्टोर और करने के लिए आवश्यक है तो सबसे पहले यदि आपका हेक्साडेसिमल नंबर ऑल 0s हो तो आप इसे एक सिंगल 0 से रिप्लेस कर सकते हैं यदि आपके पास एक सिंगल 0 हो तो इसका मतलब है आपके पास 4 लगातार 0 है इस भाग में सभी बिट 0 हैं यदि आपके पास लगातार कुछ 0s है तो यह लगातार 0s डबल कॉलन के द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं यहां आप देख सकते हैं यह लगातार 0s डबल कॉलन के द्वारा रिप्लेस किए गए हैं आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि यह डबल कॉलन फीचर केवल एक बार ही प्रयोग में आ सकता है क्योंकि अगर आपके पास दो अलग अलग डबल कॉलन हो जैसे मान लीजिए एक यहां है और दूसरा यदि मैं यहां रखता हूं तो इस स्थिति में आपके लिए यह पता करना मुश्किल हो जाएगा कि यहां कितने 0s हैं यही कारण है कि हम इसे एक बार से अधिक प्रयोग में नहीं लाते हैं यह डबल कॉलन सिंटेक्स हम अधिकतम एक बार प्रयोग में ला सकते हैं यह आप यहां पता कर सकते हैं यह देखिए यह FE80 है यहां यह 1 है यानी यह 0001 है और उसके बाद यह 8 0023E7 5FDB है यहां आपके पास 8888 और 8 है यह 1 2 3 4 5 और यह 5 गुना 8 यानी इतने बिट्स यहां हैं और शेष बिट्स यहां 0 हैं जो कि यहां डबल कॉलन के स्थान पर प्लेस किए जाएंगे इस प्रकार से आप इस पूरे IPv6 में एड्रेस का और अधिक ऑप्टिमाइज्ड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अब देखिए यह पूरा एड्रेस स्पेस प्रीफिक्स आधारित मल्टीपल ग्रुप्स में विभाजित किए गए हैं यह प्रीफिक्स वास्तव में यह निर्धारित करता है कि किस ग्रुप में कितने ऐड्रेसेस आएंगे अगर आप प्रीफिक्स के वैल्यूज को देखें तो इसका मतलब यह है यदि प्रथम 8 बिट्स 0 है तो हम इसे 0 फिर कॉलन फिर कॉलन और फिर स्लैश 88 यानी 08 के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्लैश 8 8 प्रीफिक्स टो रिप्रेजेंट करता है जोकि सीआईडीआर की संकल्पना में भी था प्रीफिक्स की संकल्पना यह थी कि बिट्स यहां के पहले बिट का उपयोग एड्रेस के टाइप को आईडेंटिफाई करने में होता है आप इस टेबल को देखिए अगर प्रथम 8 बिट्स यहां 0 हैं तो यह एड्रेस के रिजर्व्ड क्लास में है यदि एड्रेस रेंज यहां 200 है तो इसका मतलब यह 0000 और इसके बाद 0010 है यहां आपका प्रीफिक्स 7 बिट्स यानी प्रथम 7 बिट अगर आप इसके प्रथम 7 बिट्स को देखें और यदि आखरी बिट 1 है तो यह एनएसएपी के लिए रिजर्व है अगर एड्रेस रेंज में बिट्स 10 है तो हम इसे 400 लिख सकते हैं 400 क्योंकि ये सभी 0 है और यह 4 बन जाता है अगर यह 400 है तो यह स्लैश 7 प्रीफिक्स और यह आई पी एक्स प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व्ड है इसके बाद यदि प्रथम 3 बिट्स 001 है तो इसका मतलब है एड्रेस 0010 0000 और इसके बाद सभी बिट 0 हैं यह पहला हेक्स पार्ट है तो यह पहला हेक्स पार्ट यह 2 बन जाता है और ये आपका प्रीफिक्स फ्लैश 3 है इस स्थिति में यह एग्रीगेटटेबल ग्लोबल यूनिकास्ट ऐड्रेस है जो कि नेटवर्क में इंडिविजुअल होस्ट को असाइन किया गया है और आप देखिए ये 18 हमारे पास संपूर्ण एड्रेस स्पेस है इस प्रकार से नेटवर्क के प्रत्येक इंटरफ़ेस के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में एड्रेस है जिनका उपयोग किया जा सकता है इसके बाद आपके पास अन्य क्लासेस हैं जैसे लिंक लोकल यूनिकास्ट जहां प्रथम कुछ बिट्स 10 बिट्स प्रीफिक्स के साथ 1111111010 है इसके बाद साइट लोकल यूनिका पुनः 10 बिट्स प्रीफिक्स के साथ है और मल्टीकास्ट ऐड्रेस मल्टीकास्ट ऐड्रेस 8 बिट्स प्रीफिक्स के साथ है जहां प्रथम 8 बिट्स 1 हैं इस प्रकार हमारे पास आईपी ऐड्रेसेस के मल्टीपल ग्रुप है जोकि IPv6 में है इसमें दिलचस्प भाग ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है जो कि इंडिविजुअल डिवाइसेज के प्रत्येक इंटरफेस को एड्रेस करने के लिए उपयोग किए जाते हैं IPv6 में ग्लोबल यूनिकास्ट ऐड्रेस फॉरमैट को देखें तो यह पूरा एड्रेस 3 ग्रुप्स में विभाजित किए गए हैं आपके पास n बिट्स के ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स हैं और इसके बाद आपके पास m बिट्स के सबनेट आईडी है और अंत में 128 n m बिट्स हैं जोकि कॉरस्पॉडिंग इंटरफेस आईडी है यह ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स एक वैल्यू है जो कि साइट को लिंक्स के सबनेट्स के क्लस्टर के लिए असाइन किया गया है ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वैश्विक स्तर पर संपूर्ण नेटवर्क हायरारकीकली स्ट्रक्चर किया जा सके राउटिंग एजेंसी ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स को इस प्रकार डिजाइन करती है कि आप इस संपूर्ण इंटरनेट को हायरारकीकली स्ट्रक्चर कर सकें और इसके बाद इसमें इंडिविजुअल स्तर पर आपके पास सबनेट आईडी और फिर इस को फॉलो करते हुए इंटरनेट आईडी हो सकता है और जिस तरह से हमने आपके प्रीफिक्स को सीआईडीआर में नोट किया है उसी प्रकार से प्रीफिक्स का उपयोग ग्लोबल राइटिंग प्रीफिक्स तथा सबनेट आईडी को डिनोट करने में होता है आइए अब IPv6 की कुछ विशेषताओं को देखें हम इन्हें थोड़ा विस्तार में देखेंगे IPv6 की पहली विशेषता जिसकी हम चर्चा करेंगे पहले वह है नेबर डिस्कवरी IPv6 में नेबर डिस्कवरी इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह IPv4 में ARP का रिप्लेसमेंट है यह अपने लिंक पर अन्य होस्ट तथा राउटर्स को आईडेंटिफाई करने के लिए एक नोड को इनेबल करता है नोड को कम से कम1 राउटर की जानकारी होनी आवश्यक है ताकि इसे यह पता हो कि पैकेट कहां अग्रेषित करना है IPv4 में ARP प्रोटोकॉल की तरह ही जब भी आप किसी अन्य होस्ट को पैकेट सेंड करना चाहते हैं तो आप इसके IPv6 एड्रेस को जानते हैं और साथ ही आपको इसके मैक ऐड्रेस की जानकारी होनी आवश्यक है IPv6 एड्रेस से मैक ऐड्रेस की मैपिंग करना यही नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल का काम है इस नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल का यहां एक उदाहरण देखिए मान लीजिए आपके पास 4 डिवाइसेज A B C और D हैं जिनका आईपी ऐड्रेस तथा मैक ऐड्रेस यहां है आईपी ऐड्रेस IPv6 एड्रेस है अब मान लीजिए A कुछ पैकेट्स को B को सेंड करना चाहता है यदि A कुछ पैकेट्स को B को सेंड करना चाहता है तो A B का आईपी ऐड्रेस जानता है लेकिन A को B के मैक एड्रेस की जानकारी होनी आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि B को पैकेट कैसे अग्रेषित करना है यह नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल की सहायता से किया जा सकता है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल में क्या होता है कि नोड जो पैकेट सेंड करना चाहता है वह डाटा सेंड करता है नोड A जैसा कि हमने अभी पिछले उदाहरण में देखा यह नेबर सॉलीसिटेशन पैकेट सेंड करता है यह यहां नेबर सॉलीसिटेशन पैकेट का स्ट्रक्चर है जहां यह आपके पास एक सोर्स एड्रेस फील्ड है और फिर डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड है इस डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड में एक दिलचस्प बात है जिस पर मैं जल्दी ही आऊंगा तो यह आपका आईपी एड्रेस का भाग है और यह आपका आईसीएमपी मैसेज का भाग है IPv6 में यह नेबर सॉलीसिटेशन मैसेज है IPv6 में आईसीएमपी एक्सटेंशन जिसे हम आईसीएमपी संस्करण 6 कहते हैं यह आईसीएमपी मैसेज है इस आईसीएमपी में यह टाइप 135 है इसका मतलब यह हुआ यह नेबर सॉलीसिटेशन मैसेज है इसके बाद आप का टारगेट एड्रेस दिया गया IPv6 एड्रेस है इसका मतलब यह है कि यह टारगेट एड्रेस फील्ड यह कहता है कि आप इस IPv6 के कॉरस्पॉडिंग मैक ऐड्रेस प्राप्त करना चाहते हैं और आपके पास एक सोर्स लिंक लेयर ऐड्रेस है सोर्स का मैक ऐड्रेस जो कि आईसीएमपी मैसेज का भाग है अब इसमें दिलचस्प भाग है यह डेस्टिनेशन एड्रेस यह डेस्टिनेशन ऐड्रेस सॉलीसीटेटेड नोड का एड्रेस है IPv4 में यदि आप ए आर पी में देखे हैं तो IPv4 में ए आर पी में वास्तव में हम IPv4 ए आर पी क्यूरी को ब्रॉडकास्ट करते हैं ए पीआरपी क्यूरी ब्रॉडकास्ट किया जाता है और जो नोड इसे रिसीव करते हैं यदि उनके पास इंफॉर्मेशन होता है तो वो रिप्लाई करते हैं अन्यथा इसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं लेकिन IPv6 में हम क्वेरी को ब्रॉडकास्ट नहीं करते बल्कि हम इसे टारगेटेड नोड को सेंड कर देते हैं प्रत्येक नोड एक सॉलीसीटेटेड नोट से एसोसिएटेड होता है सॉलीसीटेटेड नोड की जानकारी सोर्स नोड के पास उपलब्ध रहती है इसलिए यह क्वेरी को सिर्फ सॉलीसीटेटेड नोड को सेंड करेगा अब यहां पहले बताए उदाहरण में देखें मान लीजिए कि नोड C नोड A का सॉलीसीटेड नोड है नोड A नोड C को क्वेरी सेंड करेगा और इसके बाद नोड C नोड B के लिए पाथ का पता लगाएगा और फिर नोड A को सूचित करेगा इस नेबर सॉलीसिटेशन मैसेज का रिस्पांस नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज है नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज में आप टारगेट एड्रेस यानी टारगेट IPv6 एड्रेस तथा कॉरस्पॉडिंग टारगेट लिंक लेयर ऐड्रेस को इंक्लूड करते हैं यह नोड B के लिए एड्रेस है और आप नोड B का मैक ऐड्रेस नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज सेंड करते हैं यहां एक और बात है ऐसा नहीं है कि नेबर एडवरटाइजमेंट advertisement0 ही केवल नेबर सॉलीसिटेशन को रिस्पांस सेंड करते हैं जब भी आप नेबर सॉलीसिटेशन सेंड कर रहे हैं तो उस दौरान आप एडवर्टाइजमेंट प्राप्त करते हैं इसके अलावा प्रत्येक नोड एक निश्चित अंतराल पर एडवर्टाइजमेंट मैसेज को सेंड करता है ताकि वह एक वन हाफ लिंक कनेक्टिविटी फॉर्म कर सकें इसके कारण आप यहां 3 फ्लैग्स देख सकते हैं ये फ्लैग्स R फ्लैग है इसका मतलब है एडवर्टाइजमेंट का का टेंडर एक राउटर है S फ्लैग का मतलब है एडवर्टाइजमेंट सॉलीसिटेशन का एक रिस्पांस है और O का मतलब है ओवरराइड यानी सॉलीसिटेशन का सोर्स इस न्यू इंफॉर्मेशन के साथ इसे कैश को अपडेट करना आवश्यक है अब हम IPv6 में मोबिलिटी सपोर्ट पर आते हैं IPv6 मोबाइल नोड में जब यह होम लोकेशन से दूर हो तब यह टेंपरेरी एड्रेस का उपयोग करता है होम एड्रेस को स्टोर करने के लिए यह इस IPv6 डेस्टिनेशन ऑप्शनल हेडर्स का उपयोग करता है होम एड्रेस का मतलब है कि जहां यह पूर्व में कनेक्टेड था सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ कनेक्शन स्टैबब्लिश्ड करने के लिए यह मोबाइल स्टेशन पैकेट्स को एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करने के लिए यह सभी राउटिंग हेडर्स की सूची बना सकता है जैसा कि आपने देखा है कि IPv6 में इसका लाभ यह है कि आप इस मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ एडिशनल ऑप्शनल हेडर्स को ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शनल हेडर के साथ आप इस एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे जब भी कोई नोड एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव कर रहा हो तो पैकेट इस नोड पर कैसे अग्रेषित किया जाएगा तो राउटिंग हेडर इनफार्मेशन पर यह एंबेड किया जा सकता है पैकेट मोबाइल नोड को भेजा जाता है यह IPv6 राउटिंग हेडर्स के द्वारा भी टनल किया जा सकता है और हमें फॉरेन एजेंट्स जैसे IPv4 की आवश्यकता नहीं होती है अगर मोबिलिटी सपोर्ट के लिए आप IPv4 में देखें तो IPv4 मोबिलिटी सपोर्ट में आपके पास एक फॉरेन एजेंट होता है जो कि एक डेजिग्नेटिड राउटर होता है और यह डेजिग्नेटिड राउटर वास्तव में मशीन के ओरिजिनल एड्रेस तथा उस न्यू एड्रेस के बीच मैपिंग करता है जब एक नोड एक अलग सबनेट में मूव किया हो तब न्यू ऐड्रेस इस मोबिलिटी लोकेशन को करेस्पॉन्ड करता है IPv6 में हमें फॉरेन एजेंट की आवश्यकता नहीं होती हमारे पास नेबर डिस्कवरी प्रोटोकोल तथा कंफीग्रेशन मेकैनिज्म का एड्रेस है जिसका उपयोग नोड को किसी भी सबनेट से सीधे तौर पर कनेक्ट करने में हो सकता है नोड को नेबर डिस्कवरी तथा इंटरफ़ेस अथवा एड्रेस ऑटोकंफीग्रेशन की सहायता से एक न्यू आईपी ऐड्रेस IPv6 एड्रेस मिलेगा अब इसमें दिलचस्प तथ्य यह है कि आप 1 दिन में IPv4 से IPv6 में माइग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट में अधिकतर मशीन IPv4 को सपोर्ट करते हैं IPv6 में बहुत सारी नई विशेषताएं हैं और यदि आप IPv4 से IPv6 में माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे वृहद तौर पर यह करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं पहला है डुअल स्टैक सपोर्ट डुअल स्टैक सपोर्ट में आपके पास IPv4 और IPv6 दोनों के लिए एक ही प्रोटोकोल स्टैक में सपोर्ट होता है यदि आप IPv4 मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तब आप IPv4 स्टैक का उपयोग करते हैं स्टैक का यह भाग IPv4 मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए है यदि आप IPv6 होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तब आप IPv6 स्टैक का उपयोग IPv6 होस्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं इसका मतलब है एक सिंगल मशीन में दोनों IPv4 और IPv6 स्टैक हो सकते हैं दूसरा मैकेनिज्म है टनलिंग टनलिंग मेकैनिज्म यह कहता है कि आप IPv4 हेडर को IPv6 हेडर के माध्यम से टनल कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि टनलिंग मैकेनिज्म यह कहता है कि आपके पास IPv4 हेडर है और जब भी आप इसे IPv6 होस्ट को सेंड करना चाहते हैं तब आप एक IPv4 हेडर के साथ IPv6 हेडर को ऐड कर दें यदि आप इसे IPv4 होस्ट को सेंड कर रहे हो तो हेडर का यह भाग रीड किया जाएगा और अगर आप इसे IPv6 हेडर को सेंड कर रहे हो तब हेडर का यह भाग रीड किया जाएगा हेडर ट्रांसलेशन की संकल्पना यह कहती है कि आप एक IPv4 हेडर से IPv6 ट्रांसलेट करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक IPv4 हेडर है और आप वैल्यूज को IPv6 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर और फिर इसे ओरिजिनल पैकेट में ऐड करके एक कॉरस्पॉडिंग IPv6 हेडर क्रिएट करते हैं तो आप जब भी हेडर ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसमें यह अति आवश्यक है कि आपका एड्रेस भी ट्रांसलेट हो इसका मतलब यह हुआ कि आप IPv6 एड्रेस को IPv4 एड्रेस तथा IPv4 एड्रेस को IPv6 एड्रेस में ट्रांसलेट करने में सक्षम हो तो यदि आप IPv6 से IPv4 कन्वर्जन करना चाहते हैं तो कॉरस्पॉडिंग IPv4 एड्रेस बनाने के लिए आप एक लो आर्डर 32 बिट्स ऐड्रेस लेते हैं यदि आप IPv4 से IPv6 कन्वर्जन करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल 96 बिट्स की आवश्यकता होती है जहां आप इन 96 बिट्स में इनिशियल 0s पुट करते हैं और इसके बाद आखरी हेक्स पार्ट को ऑल 1s यहां एक उदाहरण है मान लीजिए यह आपका IPv4 एड्रेस है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 कृपया यह नोट कर लें कि यह डेसीबल नोटेशन में है और यह हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम यह 16 बिट्स को लेते हैं तथा इसे हेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम यह 16 बिट्स को लेते हैं तथा इसे हेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इसके बाद यह ऑल 0s और फिर ऑल 1s यदि आपके पास इस प्रकार एक IPv6 एड्रेस है तो इसे कॉरस्पॉडिंग IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए आप लोअर आर्डर 32 बिट्स लेते हैं इसका मतलब यह हुआ कि IPv6 एड्रेस का यह भाग इसे कॉरस्पॉडिंग IPv4 में कन्वर्ट किया जा रहा है तो एफइ का मतलब है 254 80 का हेक्स में मतलब है 128 23 का हेक्स में मतलब है 35 81 का हेक्स में मतलब है 129 तो आप का एड्रेस है 2541235129 तो यह IPv6 है जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते थे लेकिन मैंने विस्तार में सभी बातों की चर्चा नहीं की जितनी मैंने चर्चा की है यह IPv6 उससे कहीं ज्यादा है IPv6 के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां कुछ प्वाइंटर दिए गए हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह आर एफ सी हैं ये आर एफ सी हैं RFC 4291 आर एफ सी 3589 ये IPv6 के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं इसके बाद मैंने दो अलग अलग लिंक बताए हैं इनमें एक है आईएएनए डॉक्यूमेंटेशन जो कि आईपी ऐड्रेस तथा मल्टीकास्ट ऐड्रेस की जानकारी देता है इसके बाद 6 नेट वेबसाइट है 6 नेट एक प्रोजेक्ट है जिसने IPv6 के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम किया है 6 नेट वेबसाइट के वाइट पेपर जो कि IPv6 की विभिन्न विशेषताओं को जानने का डॉक्यूमेंटेशन है इनको देखने के लिए आप 6 नेट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं तो यह IPv6 के बारे में पूरी चर्चा थी और मैं कहूंगा यह IPv6 के बारे में बहुत संक्षिप्त परिचय है इसकी विस्तृत जानकारी और भी है IPv6 ऐड्रेसिंग फॉर्मेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कृपया प्वाइंटर्स को एक्सप्लोर करें जो कि इस स्लाइड की आखरी में दिए गए हैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद